इसलिए क्या महत्वपूर्ण है जब हम वास्तव में थर्मल सेंसरों की ओर देखते हैं कि हम विशेष रूप से तापमान माप की बात कर रहे हैं गैर संपर्क आधारित तापमान का माप विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए कई प्रकार के सेंसर उपलब्ध हैं और हमने वास्तव में एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान केंद्रित किया है जो अप्रत्यक्ष रूप से तापमान के माप के संबंध में थी neodymium मैग्नेट का उपयोग करके और आप जानते हैं हॉल सेंसर को नियोजित करके हम चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन मापने में सक्षम थे हम उस पर आएंगे लेकिन इससे पहले हम वास्तव में अप्रत्यक्ष रूप से तापमान माप को देखें IR थर्मामीटर से संबंधित बातों पर हम कहानी को खत्म करते है जो मूल रूप से गैर संपर्क अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किए जाते हैं मुद्दा वास्तव में है अगर आप पहली बात यह है कि आपको IR थर्मामीटर समझना होगा और आपको इसके पीछे भौतिकी को भी समझने के लिए पर्याप्त मात्रा में समय बिताना होगा अगर आप वास्तव में देखना चाहते हैं एक IR थर्मामीटर क्या है हमें थोड़ा समय बिताने की कोशिश करनी चाहिए आप सभी ने सुना होगा देखा होगा थर्मोकॉल सही अनिवार्य रूप से एक IR थर्मामीटर इसका व्यवसाय क्या है यदि आप 40000 फीट के दृश्य से समझते हैं तो आप समझेंगे कि आप एक उपकरण की जरूरत है जो IR गर्मी को अवशोषित करेगा और इसे आपको कुछ देना होगा इसे मुझे कुछ आउटपुट पर वोल्टेज देना होगा तो आपको अंततः कुछ Vout प्राप्त करने की आवश्यकता है और आप इस Vout को कैसे प्राप्त करते हैं आप इस Vout को कैसे प्राप्त करते हैं आइए हम एक साधारण थर्मोपाइल की तस्वीर बनाते हैं जो अनिवार्य रूप से सीरीज़ से जुड़े IR थर्मोकपल का एक सेट है तो इसके लिए मुझे पहले एक थर्मोकपल की तस्वीर खींचनी चाहिए थर्मोकपल अनिवार्य रूप से आप इसे इस तरह निरूपित कर सकते हैं और अनिवार्य रूप से आप इसे एक एम्पलीफायर ले जाते हैं और आप जानते हैं आप यहाँ Vout उत्पन्न करते हैं तो यह इस मुद्दे की जड़ है यह अनिवार्य रूप से IR अवशोषक है यह एक IR अवशोषक है जो अनिवार्य रूप से सभी IR गर्मी को अवशोषित करता है और महत्वपूर्ण क्या है कि यह हिस्सा यह TREFतापमान संदर्भ है और यह वास्तविक तापमान तुम नाप रहे हो एक साधारण अभिव्यक्ति इस चीज़ पर वापस जा रही है वह एक सरल अभिव्यक्ति है यहाँ बस इन प्रणालियों को यहाँ देखो और तुम एक बहुत ही सरल समीकरण लिख सकते हो जो बस कहते हैं VoutS× Tx−TREF तो यह TREF है S कुछ भी नहीं है लेकिन यह सीबेक गुणांक है अब आप इसे किसी भी स्तर पर ले जा सकते हैं यदि आप वास्तव में मुझसे पूछते हैं आपको प्रक्रिया के पीछे भौतिकी पता होना चाहिए अवशोषण की इस प्रक्रिया और यह सब ब्लैकबॉडी रेडिएशन के प्लैंक्सPlanck's लॉ और स्टेफेन से संचालित होता है विकिरण गर्मी हस्तांतरण के स्टीफन बोल्ट्ज़मन लॉ इसलिए फिर से मैं एक महत्वपूर्ण बिंदु पर जोर देना चाहता हूं मैं यह सब क्यों कर रहा हूं आपको यह महसूस कराने के लिए कि जब आप IOT के लिए और IOT डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं और आप संवेदन को देख रहे हैं तो आपको संवेदन के पीछे भौतिकी को समझने के पीछे के सिद्धांत को जानना चाहिए और दिए गए अनुप्रयोग के लिए आवश्यक सेंसर के प्रकार को निर्धारित करने के लिए इसका उपयोग करना चाहिए आपको यह पता होना चाहिए किस तरह के सेंसर तक पहुंचने के लिए दोनों के विवरण में जाने के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है किसी तरह का या सेंसर का प्रकार किसी दिए गए एप्लिकेशन के लिए आवश्यक सेंसर का प्रकार कह सकते है तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है इसलिए जब आप कहते हैं डिज़ाइन आपके पास कई विकल्प होने चाहिए डिज़ाइन के कई विकल्प और आप सबसे अच्छा विकल्प चुनते हैं और जिस तरह से आप चुनते हैं वह उस तरह के आवेदन पर निर्भर करेगा जो आपके मन में है और उसी के आधार पर आप अंततः निर्णय लेंगे उदाहरण के लिए मुझे आपको एक अन्य प्रकार दिखाना होगा जो माप का गैर संपर्क तरीका जानता है या शायद आप इसे स्वयं देख सकते हैं अगली कक्षा में मैं आपको दिखाऊँगा एक और तरह का सेंसर है जिसको कहते हैं PIR सेंसर यह अनिवार्य रूप से एक इलेक्ट्रॉनिक सेंसर है जो सिद्धांत पर आधारित है इसके पीछे भौतिकी है Pyroelectricity सही है यही इसका मतलब है यहाँ सिद्धांत Pyroelectricity है भौतिकी वास्तव में भौतिकी है जिसे हम थोड़ी देर बाद प्राप्त करेंगे लेकिन कम से कम Pyroelectricity के सिद्धांत पर आधारित है और यह अनिवार्य रूप से क्षमता है आप देख सकते हैं की वास्तव में इस परिभाषा को कहीं भी विकिपीडिया की भी ये परिभाषाएँ होंगी इसलिए मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं क्या बहुत ही सरल शब्दों में वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए कुछ प्रकार के सामग्री कुछ प्रकार की सामग्री की क्षमता होती है तो आप देख सकते हैं कि यह एक वोल्टेज जनरेटर है जब आप गर्म या ठंडा करते हैं जो महत्वपूर्ण है तो आप अनिवार्य रूप से यह pyroelectric हो सकता है Pyroelectricity अनिवार्य रूप से जो मैंने दिखाया है वह यह है कि यह क्या है लेकिन एक PIR सेंसर इस प्रिंसिपल का उपयोग करता है और आज आपको यह PIR मिलता है और किसी कारण से इसे आमतौर पर पैसिव इंफ्रारेड सेंसर कहा जाता है यद्यपि यह सिद्धांत Pyroelectricity पर आधारित है इसे पैसिव इंफ्रारेड सेंसर कहा जाता है यह PIR सेंसर अनिवार्य रूप से एक इलेक्ट्रॉनिक सेंसर है और इसका मतलब है IR लाइट अनिवार्य रूप से जब यह अपनी सीमा में आता है तो वस्तुओं से IR गर्मी को पकड़ने की कोशिश करता है तो PIR सेंसर कुछ इस तरह का होगा जो आगे से लेंस हैं और एक संभावना है कि यह ऊपर है और एक लेंस है और लेंस अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि PIR सेंसर के लिए सेंसर की रेंज अच्छी रेंज है इसका मतलब है कि आपके पास एक अच्छा लेंस होना चाहिए और विभिन्न प्रकार के लेंस हैं जो हम इस समय विस्तार में नहीं जाएंगे लेकिन वास्तविक चाल एक PIR सेंसर के संतोषजनक ढंग से काम करने के लिए का मतलब है लेंस तो आपको बहुत सावधानी से अपना लेंस चुनना होगा यदि आप गर्मी का पता लगाने के लिए PIR सेंसर चुन रहे हैं मनुष्यों का पता लगाने के लिए और उदाहरण के लिए मनुष्यों का पता लगाना केवल एक सरल तुच्छ तरीका है जो कहता है कि एक PIR क्या कर सकता है यह वास्तव में क्या पता लगा सकता है वह गति है सही यह गति का पता लगा सकता है आपने कई कई अनुप्रयोग देखे होंगे जहां गति वास्तव में कुछ ऑपरेशन करने के लिए डिटेक्टर है उदाहरण के लिए यदि आप किसी होटल के गलियारे में चलते हैं या आप किसी सार्वजनिक स्थान पर चलते हैं जहां पब्लिक हो हम कहते हैं कि कमरे या सामान्य सुविधाएं जहां आम तौर पर आपको बिजली नहीं चाहिए आप नहीं चाहते हैं कि हर समय लाइट ऑन करने के लिए सिस्टम हो लाइट ऑन तभी होगी जब वह मनुष्यों की उपस्थिति का पता लगाए आप लाइट स्विच ऑन करना चाहते हैं कमरे में रोशनी रहती है जब तक मनुष्य हो सही तभी जब वह मनुष्यों की उपस्थिति का पता लगाता है तो पहले ये अनुप्रयोग आप अनिवार्य रूप से एक PIR टाई करते हैं आप अनिवार्य रूप से इंटरफ़ेस पर आप इलेक्ट्रॉन इंटरफ़ेस करते हैं विद्युत भाग जैसे चालू करना लैंप को बंद करना और यह सब एक PIR सेंसर को और आप देखेंगे कि एक PIR सेंसर उत्पन्न करता है सॉरी यह गलत है एक PIR सेंसर वास्तव में इस तरह एक सिग्नल और इस तरह एक सिग्नल उत्पन्न करता है अनिवार्य रूप से आपके पास मूल रूप से PIR सेंसर में 2 तत्व है और तत्व जब दोनों तत्वों हम इन तत्वों को कहेंगे तो हम उन्हें अनिवार्य रूप से प्लस और माइनस कहेंगे जब यह तत्व अनिवार्य रूप से समान मात्रा की IR हीट देखेंगे कोई संकेत उत्पन्न नहीं होता है लेकिन अगर प्लस एक उच्च IR ऊर्जा देखता है तो यह होगा यह एक पॉजिटिव गोइंग पल्स उत्पन्न करेगा और रिवर्स तब होगा जब नेगेटिव पॉजिटिव की तुलना में ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा को देखता है और आप अनिवार्य रूप से नेगेटिव गोइंग वोल्टेज पीक के साथ समाप्त हो जाएंगे तो अनिवार्य रूप से आपको इस तरह के सिग्नल मिलेंगे सिग्नल को लेके संसाधित किया जाता है और अनिवार्य रूप से आप डिजिटल 1 या लॉजिक या लॉजिक 0 उत्पन्न करेंगे एक का अर्थ है मानव मौजूद है और 0 का अर्थ है कि मानव अनुपस्थित है इसलिए यह इस अर्थ में है कि PIR सेंसर हमारे लिए क्या कर सकता है तो आप गैर संपर्क का उपयोग कर सकते हैं तो बड़ा सारांश यह है कि आप गैर संपर्क का उपयोग कर सकते हैं उफ़ मुझे इसे फिर से बनाने दें गैर मुझे इसे फिर से गैर लिखने दें गैर संपर्क IR अलग अलग तरीकों से यदि अलग अलग अनुप्रयोगों आप PIR का उपयोग कर सकते हैं आप थर्मोकपल या थर्मोपाइल का उपयोग कर सकते हैं और आप माप सकते हैं और इसी तरह आगे बढ़ सकते हैं आप विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए विभिन्न प्रकार के सेंसर इसलिए दूसरे शब्दों में वास्तव में बड़ा सारांश यह है कि आपको करना पड़ सकता है इससे पहले आप यह तय करे किसी एप्लिकेशन के लिए जिस तरह का सेंसर आपको चाहिए आपको पहले समझना होगा सेंसर का सिद्धांत क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि क्या वास्तव में वही ऐसा प्रिंसिपल है जो एप्लीकेशन को चाहिए है वास्तव में एप्लीकेशन वास्तव में प्रिंसिपल पर आधारित है और इसके पीछे की भौतिकी भी ठीक मैं आपको एक बहुत ही सरल उदाहरण देता हूं प्रिंसिपल यदि एप्लीकेशन वास्तव में गति का पता लगाने के बारे में है गति का पता लगाने के बारे में है जो हमने कहा कि PIR कर सकता है तब मैं एक PIR सेंसर का उपयोग करता हूं और मैं बस एक गति का पता लगाता हूं गति 1 नहीं गति 0 उपस्थिति 1 और मानव की कोई उपस्थिति नहीं 0 यदि मैं वास्तव में हूं और मैं Pyroelectric प्रभाव के सिद्धांत का उपयोग करूंगा और अगर मैं Pyroelectricity प्रभाव का उपयोग कर रहा हूं और यदि मैं शरीर के तापमान को मापना चाहता हूं मैं कहूंगा मुख्य शरीर के तापमान को तो मैं थर्मोपाइल का उपयोग करूंगा अब आप थर्मोपाइल देखते हैं और वास्तव में तापमान को मापता है यहां आप किसी भी तापमान को माप नहीं रहे हैं जो आप केवल गति का पता लगाने के लिए उपयोग कर रहे हैं लेकिन यहाँ आप वास्तव में तापमान की माप के लिए तापमान का पता लगाने के लिए इसका उपयोग कर रहे है और यदि आप कहते हैं कि मुख्य शरीर का तापमान इसकी 01 डिग्री सटीकता होनी चाहिए जो आपको होना चाहिए इन सभी के लिए 01 डिग्री सटीकता बनाए रखें ताकि आप वास्तव में चिकित्सा सटीकता के बारे में हों सही तो मुझे इसे फिर से लिखना चाहिए इसलिए यदि आप चिकित्सा सटीकता के बारे में बात कर रहे हैं तो इसकी सीमा में होना चाहिए हाँ इसलिए उच्च सटीकता होनी चाहिए इसके लिए 01 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और इसके पास बहुत अच्छा रेज़लुशन भी होना चाहिए रेज़लुशन तो मैं यह कभी कभी 002 डिग्री सेल्सियस के क्रम में होता है ये 2 अलग अलग हैं मैं कहूंगा सेंसर के लिए विनिर्देश विशेष रूप से थर्मोपाइल आधारित सेंसर यदि आप शरीर के तापमान के मापन के लिए देख रहे हैं आपको चिकित्सा सटीकता को देखना होगा सटीकता चिकित्सा सटीकता महत्वपूर्ण है यदि आप आमतौर पर थर्मापाइल आधारित सेंसर के बारे में बात कर रहे हैं तो आप रिज़ॉल्यूशन भी देखना चाहते हैं जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है तो यहाँ यही कुंजी हैं इसलिए मैंने यहां जो लिखा है वह दिलचस्प है मैंने लिखा मुख्य शरीर का तापमान अगर आपकी शरीर के तापमान में रूचि है सही जो वास्तव में मुख्य शरीर तापमान नहीं है जिसे आप याद करते हैं यदि आप इस नॉन कॉन्टैक्ट बेस्ड कोर बॉडी टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं हमने कहा धमनी टेम्पोरल आर्टरी है जिसे आप उपयोग करने जा रहे हैं टेम्पोरल आर्टरी आप टेम्पोरल आर्टरी स्कैन करने जा रहे हैंस्कैन मैं कहूँगा स्कैन टेम्पोरल आर्टरी को स्कैन करें और उस डेटा पर एक बहुत ही सरल विश्लेषण करें जो आप मेडिकल ग्रेड सेंसर के माध्यम से अधिग्रहण करते हैं और फिर आप तय करते हैं वास्तव में आप का पता लगाने के लिए वास्तव में बाहर निकालने पता लगाने मुख्य शरीर के तापमान को बाहर निकालने के बारे में यदि आप बस शरीर का तापमान में रुचि रखते हैं इसे करने के कई तरीके हमने लिक्विड क्रिस्टल थर्मामीटर के बारे में भी बताया इसे LCT थर्मामीटर कहा जाता है जो काफी सस्ते होते हैं लेकिन वे आपको चिकित्सा सटीकता नहीं देते हैं हमें कहते हैं कि आप इनक्यूबेटर के माप में रुचि रखते हैंएक बच्चे के इनक्यूबेटर की एक छोटी संलग्न जगह की माप फिर यहां के सेंसर को इनक्यूबेटर के भीतर पूरे स्थान की मैपिंग का ध्यान रखना होता है ठीक मैं यहाँ केवल निरूपित करूंगा तो इसे पूरे सिस्टम को प्रोफाइल करना होगा और एक इनक्यूबेटर की पूरी प्रोफ़ाइल को प्राप्त करना होगा और आप परिवेश को माप रहे हैं आप कोर शरीर का तापमान को माप नहीं रहे हैं क्योंकि आप इस तापमान के माप का उपयोग यहां कर रहे हैं आपके लिए जानते हैं या हीटर स्विच ऑन करना हीटर बच्चे को गर्म रखने के लिए और आप जानते हैं तापमान को नियंत्रित करने के लिए तो आपको यहां एक अलग प्रकार के सेंसर की आवश्यकता है इसलिए यह दिलचस्प है कि आप एप्लीकेशन के आधार पर कर सकते हैं आपके सेंसर को चुना जा सकता है विभिन्न प्रकार के सेंसर उपलब्ध हैं और यह भी महत्वपूर्ण है कि आप डेटा शीट को बहुत सावधानी से देख रहे हैं डेटा शीट को ध्यान से देखना होगा आपको सटीकता को देखना होगा आपको रेजोल्यूशन को देखना होगा आपको संवेदनशीलता को भी देखना होगामूल रूप से थर्मल संवेदनशीलता सही है आम तौर पर थर्मल संवेदनशीलता को शोर से बराबर तापमान अंतर या अंतर से निरूपित किया जाता है तो यह एक पैरामीटर है जिसे आप देखना चाहते हैं इसलिए मुझे लगता है कि मेरे राय में सबसे अधिक यह सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जो विशेष विवरण आपको दिखाई देती हैं जब आप उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं जब आप एक तापमान सेंसर का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए जब आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं अब हम आगे बढ़ते हैं और एक उदाहरण लेते हैं हमने आपको इस बेरिंग का एक उदाहरण देकर इस व्याख्यान की शुरुआत की और जब आप बेरिंग को घुमाना शुरू करते हैं तो आपके पास यहां पर नियोडिमियम मैग्नेट होता है और आप बेरिंग को गर्म करते हैं या जब आप बेरिंग जब गर्म होते हैं तो यह चुंबकीय क्षेत्र बदल जाता है और यह चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन अनिवार्य रूप से इस हॉल सेंसर के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है जो यहां बैठा है और कहा गया इस हॉल सेंसर बोर्ड द्वारा कैप्चर कर लिया है जो यहां बैठे हैं शायद मुझे बस इस तरह से रखना चाहिए ताकि आप वास्तव में एक चिप देखें जो कि यहाँ है और उस चिप को अनिवार्य रूप से इस छोटे PCB से बाधित किया जाता है इस छोटे से PCB जिसके पास अनिवार्य रूप से उसके साथ बहुत ही रोचक घटक है और हम वर्णन करेंगे इस अच्छे से अवयव की इस पीसीबी पर जो हैं आपको यह बताने के लिए आपको महसूस कराने के लिए कि यह अनिवार्य रूप से क्या मायने रखता है डिजाइन और IOT प्रणाली के लिए यह भी दिलचस्प है और हमने पिछली बार उल्लेख किया था कि यह क्वाइल यहां मुझे वापस संरेखित करने देयह क्वाइल यहाँ जिसका आवश्यक रूप से कटाई के लिए उपयोग किया जाता है आपके पास एक घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र है इस बेयरिंग के कारण यहाँ बेयरिंग घूम रहा है और फिर आपके पास ये आर्क है नियोडिमियम मैग्नेट बल के लाइन लाइनों के चुंबकीय क्षेत्र इस कॉइल द्वारा काट के कैप्चर कर लिया गया है और अनिवार्य रूप से एक छोटा वोल्टेज यहां विकसित किया जाता है जिसका उपयुक्त शक्ति कंडीशनिंग के बाद उपयोग किया जा सकता है वास्तव में इस बोर्ड को शक्ति देने के लिए और सारी ऊर्जा वास्तव में इसी संधारित्र पर जमा होती है आप यहाँ देख रहे हैं यह एक सुपर संधारित्र है जो अनिवार्य रूप से शक्ति रखता है इस इलेक्ट्रॉनिक्स को चलाने के लिए चार्ज धारण करता है ऊर्जा धारण करता है और बॉल बेयरिंग के तापमान को एक ड्राइवर के अनुकूल उपलब्ध कराने के लिए शायद अपने सिस्टम के डैशबोर्ड पर इस बोर्ड के बारे में अच्छी बात के माध्यम से चलें और वास्तव में इसके पीछे क्या होगा ताकि हम इसे व्याख्याताओं के अगले सेट से कनेक्ट कर पाएंगे जो हमें विशेष रूप से शक्ति आपूर्ति अनुभाग पर शुरू करना पड़ सकता है तो आइए हम यहां इस प्रणाली का उदाहरण लेते हैं जो हम देखते हैं कि आप देखेंगे कि मैं आपको माप परिणाम दिखाऊंगा जो हमने उस प्रायोगिक जिग के लिए किया था जिसका पास बेयरिंग था मैं यहाँ आपको 2 तस्वीरें दिखाता हूं पहली बात तापमान साइकलिंग ग्राफ है यह अनिवार्य रूप सेतापमान सायक्लिंग ग्राफ है जो शीर्ष पर है और जो आप नीचे बाईं ओर यहां देखते हैं चुंबकीय सायक्लिंग ग्राफ है जब तक 2 के बीच सहसंबंध नहीं है तब तक कोई रास्ता नहीं है जिससे आप वास्तव में बॉल बेयरिंग के तापमान को माप सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके तो आप देख सकते हैं कि हमने यह माप हम कहते हैं 40minutes में किया और हम मापते हैं और हम बेयरिंग रेस को गर्म करना शुरू कर देते हैं और तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर लगभग 120 डिग्री सेल्सियस हो गया आप वास्तव में 120 डिग्री देख सकते हैं इस बिंदु पर तो यह 120 डिग्री है यहां और यह 30 डिग्री है यहाँ जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि यह तापमान साइक्लिंग ग्राफ के संबंध में है और यह है चुंबकीय सायक्लिंग ग्राफ के संबंध में आप देख सकते हैं कि मैं इकाइयों के विस्तार में भी नहीं जाऊँगा लेकिन मैं आपको एनालॉग से डिजिटल कनवर्टर मूल्यों के बारे में बताऊंगा जो वास्तव में 450 से बदलकर लगभग 464 हो गया और 455 पर वापस चला गया ये 3 बिंदु हैं अधिक या कम चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के बाद प्रोफ़ाइल भी एक तरह के बियररिंग के वास्तविक तापमान में परिवर्तन की नकल करता है ऐसा करना आसान नहीं था क्योंकि आपको थर्मामीटर का उपयोग करने की आवश्यकता है यह माप करने के लिए थर्मामीटर तो हम एक थर्मामीटर एक औद्योगिक थर्मामीटर संपर्क आधारित का उपयोग करते हैं कृपया ध्यान दें कि हमने IR का उपयोग नहीं किया हमने संपर्क आधारित थर्मामीटर का उपयोग किया और निश्चित रूप से यह सिर्फ हॉल सेंसर मूल्य है यह सीधे हॉल सेंसर से आ रहा है सीधे हॉल सेंसर से आउटपुट यह आउटपुट है सॉरी मुझे इसे ठीक से लिखने दें थर्मामीटर से उत्पादन बहुत अच्छा इसलिए यदि आप अब देखते हैं कि यह फिर से एक दिलचस्प परिणाम है तो यह केवल वही परिणाम है जो आपने दिखाया है थोड़े अलग तरीके से आप देख सकते हैं कि तापमान वास्तव में y अक्ष तापमान का है और x अक्ष ADC मूल्य का है यह भौतिक तापमान है जिसे हमने संपर्क आधारित थर्मामीटर का उपयोग कर मापा है और ये ADC मूल्य हैं जो हमें चुंबकीय क्षेत्र की माप की अप्रत्यक्ष विधि के माध्यम से प्राप्त हुए हैं आप देखेंगे कि एडीसी मूल्यों में परिवर्तन की एक अच्छी रेंज है 580 के कुछ प्रारंभिक मूल्य से यहाँ नीचे दूसरे बिंदु तक जो लगभग 587 है इसलिए580 से 587 एक अच्छी रेंज थी जिस पर हम तापमान में परिवर्तन के संबंध में ADC मूल्यों में परिवर्तन देख सकते थे आप थोड़ा भ्रमित हो सकते हैं कि मैंने क्यों बदल दिया है कि यह क्यों बदल गया है यहां मैंने 450 कहा और यह वह 400 पर चला गया और लगभग 464 पर और 455 पर वापस चला गया और इस परिणाम में हमें विभिन्न मूल्य प्राप्त हो रहे हैं खैर कारण यह है कि वह 2 अलग अलग समय पर किए गए थे और वे अनिवार्य रूप से ADC मूल्य थे काफी हद तक इस बात पर निर्भर करते हैं कि चुंबक चुंबक कैसे बेयरिंग रेस पर उन्मुख होते हैं और इसलिए यह छोटा बदलाव मूल्यों में मामूली बदलाव आश्चर्यजनक नहीं है महत्वपूर्ण क्या हैं यदि आप प्रारंभिक मूल्य से माप बनाना शुरू करें तो इसे अनिवार्य रूप से दिखाना चाहिए कि आप ADC मूल्य में परिवर्तन देखने में सक्षम हैं यह महत्वपूर्ण है जैसे तापमान बढ़ता है चुंबकीय क्षेत्र में एक बदलाव होना चाहिए जैसे तापमान कम होता है यह मूल्य यह ADC मूल्य ऊपर चला जाना चाहिए और जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसा ही है तो बस आपको एक संभावना देने के लिए कि यदि आप ऐसा माप करते हैं तो उसे देखकर आश्चर्यचकित न हों एक माप में आपको विभिन्न मूल्य मिलते हैं और एक माप की तुलना में और दूसरी बार आपको मूल्यों की एक अलग श्रेणी मिलती है हमने इसे कैसे काम किया यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है कि हमने यह कैसे सुनिश्चित किया कि पूरी प्रणाली वास्तव में सक्षम थी इस PCB जो मैंने आपको इस PCB को उदाहरण के लिए दिखाया था जो मैंने आपके लिए उल्लेख किया है उस पर यह क्या है हमें अलग अलग ब्लॉकों को विस्तार से देखने दें तो मुझे इस PCB को वापस रखना चाहिए